ट्री का निर्माण कैसे किया जाता है उदाहरण के तौर पर यदि हमारे पास सीक्वेंस है तो ट्री कैसे बनाएंगे तो यह बनाने के लिए कई विधियां है सबसे उपयोगी और आसान विधिUPGMA है यह अनवेटेड पेअर ग्रुप जिसके साथ अरिथमैटिक मीन है इसे UPGMA विधि के द्वारा सरलीकृत कर लिया जाता है यह बहुत साधारण विधि है और इसके द्वारा आसानी से ट्री निर्माण किया जा सकता है किंतु इसके साथ कुछ डिसएडवांटेज है तो इन्हें दूर करने के लिए कुछ दूसरी विधियां भी है जैसे ट्रांसफॉर्म्ड डिस्टेंस विधि नेबर रिलेशन विधि नेबर जॉइनिंग विधि मैक्सिमम लाइक्लीहुड अप्रोच और दूसरी अन्य तो इस तरह से कई तरीकों से ट्री का निर्माण किया जा सकता है तो हम देखते हैं की UPGMA का उपयोग कर ट्री का निर्माण कैसे किया जा सकता है दूसरी विधियों के उपयोग में कौन से सिद्धांत का उपयोग होता है यह सांख्यिकी आधारित विधि है तो यहां पर जो डाटा लिया जाता है वह संबंधित हो या जेनेटिक डिस्टेंस के साथ एकत्रित हो उदाहरण के तौर पर यदि हम डीएनए सीक्वेंस क्या प्रोटीन सीक्वेंसेस उपयोग करें तो यह देखा जाएगा कि यह आपस में किस तरह भिन्न है वे इस डिस्टेंस हो कैलकुलेट करते हैं यह सांख्यिकी आधारित है यहां पर स्टेटिस्टिक्स का उपयोग डाटा एनालिसिस और ट्री का निर्माण डिस्टेंस के आधार पर किया जाता है तोआप यहां पर डिस्टेंस के बारे में क्या सोचेंगे यहां इस केस में आपको केबलACCTG सीक्वेंस के बारे में मालूम है इसका सीक्वेंस नंबर वन है इस नंबर दो आप देख सकते हैंAGCAG तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे यह टू डाइमेंशनल केस है यहां डायमेंशन नहीं है तो यदि आप देखें कि यह एक दूसरे से कितने अलग है तो क्या अंतर है यहां कितने न्यूक्लियोटाइड अलग है छात्र2 यह समान है और यह अलग है तो यहां पर 2 का डिस्टेंस है A औरB के बीच डिस्टेंस या 1 या2 होगा तो उदाहरण के लिए यदि आपABCD स्पीशीज ले अर्थात 4 स्पीशीज यहां हम ABCABCD लेते हैं यदि आप A औरB के बीच डिस्टेंस कैलकुलेट करें पहले dAB और A औरC dAC है तथाA औरD dADहै तोBऔर B समान होंगे तो यहां0 और B और C हमने यहां पहले से दिए हैं तो यदि यहां पर डैश रखें और बी और सीइसी तरह बी और डी C और डी होंगे तो इस तरह यहां हम डिस्टेंस की सभी पॉसिबिलिटी पर विचार करते हैं सभी पॉसिबिलिटी में मिसमैच साइट के नंबर देखकर यह समझा जा सकता है की कौन से दो आपस में ज्यादा संबंधित है छात्र लैस सही लेस नंबर मिस मैचिंग प्रदर्शित करते हैं तो हम कुछ उदाहरण देखते हैं और यदि यह मिलते हैं जैसे यदिA और B क्या यह आपस के संबंध का उदाहरण है तो आप कह सकते हैं कि यह आपस में संबंधित हैं इनमें समानता है इनके साथ यदि आप C और D को भी इकट्ठा कर दें तो यहां इक्वेशन होगा तो ए और बी को सी से कंबाइन करने पर हमेंAC BC2 लेते हैं क्योंकि यहां परC को जोड़ा जाता है इस तरह सी कॉमन है क्योंकि आपको ए और बी जोड़ना ही है तो यह A और B लेकर इनका एवरेज निकाल देते हैं तो हमें ABC मिल जाएगा इसी तरह से आप A का D से औरB काD से संबंध देख सकते हैं आप इनका एवरेज निकाल लेते हैं और ABD प्राप्त कर लेते हैं अब आप सबसे छोटा देखेंगे दो कौन से सबसे पास हैं इसी तरह से आप नंबर के आधार पर और सबसे कम दूरी के आधार पर ट्री का निर्माण कर सकते हैं तो आपके पास 5 सीक्वेंस ABCDE है यहां डीएनए सीक्वेंस सभी पांच स्पीशीज ABCDE के लिए उपलब्ध है अब हमें ट्री का निर्माण करना है हम कौन सा पैरामीटर कैलकुलेट करेंगे छात्र डिस्टेंस तो आप कितने डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे किसके बीच में डिस्टेंस देखेंगे छात्र सभी पॉसिबल के लिए A और B A और C A और D Aऔर Eइसी तरह B और C छात्र BD BE CD और CEt AB BC ADAEइन सभी की पॉसिबिलिटी होगी हम इनसे नंबर प्राप्त हो जाएगा कि कौन से पेअर आपस में क्लोज है डिस्टेंस के आधार पर उदाहरण के तौर पर यदि हम ए और बी ले और इनके सीक्वेंस को कंपेयर करें तो आपको मिसमैच मिल सकता है यहां पर कितने मिसमैच हैं छात्र 9 सही अब मैं 9 रखता हूं तो यदि आप यह देखें तो आप ABCD मैट्रिक्स एक सकते हैं यहां BCDE है यहां पांच जीव हैं तो A और B नाइन है A और C आठ हैA और D बारह है A तो यहां हम देखते हैं की डी औरE आपस में ज्यादा पास है यहां हम पहली ब्रांच लेते हैं और पहली नोड लेते हैं यह कॉमन होगी तो यहां हमें D और E बहुत पास दिखाई दे रहे हैं अब DE को दूसरी स्पीशीज से कंबाइन करते हैंA B और C तो इसे कैसे करेंगे हम यहां पर एवरेज लेंगे उदाहरण के तौर पर यदि B औरA तो हमें कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हमें D और E को कंबाइन करना है तो यहां 9 लिखकर C लिखेंगे फिर B और DE अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे क्योंकि हमने यहां पर B और C ओ टच नहीं किया है तो यदि D ले औरE तो 12 15 का एवरेज है छात्र 135 B के आधार पर यह 16 5 होगा और यहां D औरDE को Aया B या Cके संदर्भ में कंबाइन करने पर यह11 5 होगा तो अब हम मैट्रिक्स निकालते हैं सबसे छोटा नंबर क्या होगा छात्र AD 8 यहां पर नंबर 9811135 16 5 और 11 5 है इसमैं 8 लोएस्ट है तो इससे क्या मतलब निकलता है छात्रAC आपस में क्लोज हैं तो आप देखेंगेA और C क्लोज हैऔर D और E क्लोज थे आप इनके आधार पर A और C देखेंगे इसके लिए हम क्या करेंगे छात्र कंबाइन तो हमAC को कंबाइन करेंगे यहां पर आपAC लेंगे यहां परB और AC D यहां पर 3 B AC और DE लेंगे क्योंकि A और C पहले ही जुड़े हैं D भी पहले से जुड़ा है यहां भी है इस तरह आपके पास बी AC और D है तो इस AC और B को कंबाइन करने पर 10 मिलेगा क्योंकि 9 11 20 है A B C यह10 2 होगा अब D से E यह 12 5 और 16 5 है यहां आप देखेंगे यहC सेA I A और C कंबाइंड है तो एवरेज 13 5 और11 5 होगा यहां हमें 12 5 मिलेगा जब आप B और AC तो यहां6 5 होगा तो मैट्रिक्स से हम नए मैट्रिक्स का निर्माण करेंगे इनमें से सबसे कम कौन सा है छात्र10 तो इसके द्वारा हम ट्री कंस्ट्रक्ट करेंगे D और E एक दूसरे से क्लोज हैE और C एक दूसरे के क्लोज है AC औरB क्लोज है यहां D और DE क्लोज है तो यहां हम ग्राफ़ बनाते हैं जब तो अगला प्रश्न है की एक स्पीशीज को इवॉल्व होने में कितना वक्त लगता तो हमारे पास टाइम स्केल होता है यहां हमारे पास नंबर है जिनके मिलाने पर यह देखते हैं कि कितने नंबर मैच कर रहे हैं जितने ज्यादा मिस मैच नंबर होंगे उतना ज्यादा वक्त एक ऑर्गेनेज्म से दूसरे ऑर्गेनेज्म या जीव मैं जाने में लगेगा तो अब आप शाखाओं की लंबाई देखेंगे इसे आप डिस्टेंस मैट्रिक्स से कैलकुलेट करेंगे तो इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे यह pair wiseतुलना है हम मैट्रिक्स का निर्माण करते हैं यह उसी प्रकार है जैसे हमने यहां पर derive की है अब यहE औरD पांच है यह मानकर चलेंगे कि यह एक समय में ही इवॉल्व या उत्पन्न हुए हैं इस पांच ब्रांच से हम इसे दो में डिवाइड कर रहे हैं प्रत्येक में हमें क्या लेंगे तो यहां 25 और 25 लेंगे अब अगला हम AC किसके बराबर होगी 8 तो यदि आप A औरC को ड्रॉ करते हैं तो यह8 2 होगा तो आप4 और4 8 लिखेंगे अबAC औरB ले तो यह10 है यहां AC के साथ B 10 होगा अबA सेE के बीच15 होगा तो इसको आप 25 देंगे और यहां पर आप 12 5 2 515 होगा तो इन नंबरों को लेकर आप कह सकते हैं की यह पहले इवॉल्व हुआ हैक्योंकि यह काफी पास है इसके पश्चात यह 4 और यहां 6 5 AC सेD तक है इस तरह आप एक जीव से दूसरे जीव की उत्पत्ति का एप्रोक्सीमेट टाइम बता सकते हैं यह विधि सरल है इसके द्वारा आप ट्री का निर्माण कर सकते हैं तोUPGMA विधि में कौन सा सिद्धांत उपयोग होता है छात्र डिस्टेंस दो सीक्वेंस के बीच में डिस्टेंस इनके आधार पर हम ट्री का निर्माण करते हैं तो दूसरी मेथड नेबर रिलेशन विधि है यह भी UPGMA विधि की तरह ही है किंतु यहां अनरूटेड ट्री बनाया जाता है आप UPGMA मैं देखेंगे की नंबर बराबर नहीं है उदाहरण के तौर पर यदि आप यहां से यहां तक जाएं और आप इन नंबर्स को जोड़ें तो उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे A से E तक यह15 है किंतु आप यदि A सेE को इस तरह जोड़ें तो आपके पास अलग नंबर आएगा इस स्थिति में यहां पर आपको एग्जैक्टली कुछ नंबर समान नहीं मिलेंगे तो इसमें कुछ सुधार किए गए हैं इन्होंने सभी पड़ोसी नंबर को एक साथ जोड़ दिया सबसे कम वाले कौन से नंबर क्लोसिस्ट मैं इसके द्वारा एक विधि का विकास हुआ इसे कैसे किया जाता है यह अनरूटेड ट्री है तोAB A B यहां C औरD है यहां हम देखेंगेA से बी और C से D तक नंबर A से C और B से D के इक्वल नहीं होता अब इनके बीच में एक और लाइन ऐड करना है उदाहरण के तौर परE यहां यह लंबाईA है और यह लंबाईB है और यहC और यहD लेंथ है यहां पर आपको एडिशनल लेंथ E की दी गई है तो आप AC BD AD BC होगा आप देख सकते हैं A b c d 2e that means AB CD 2e तो आप क्या वैल्यू UPGMAके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं यदि आप आप AE को जोड़ते हैं तो यह19 है पर वास्तव में यह15 है आप देखेंगे कि यहां पर कुछ मिसिंग है तो इस स्थिति का ध्यान रखना आवश्यक है तो आप 4 पॉइंट बनाएंगे यदिABCD है तो यहACBD से कम होगा क्योंकि आप देखेंABCD तो यहACBD से कम है क्योंकि यहांE की वैल्यू औरABCD है यहADBC से कम होगा यहां तो आप इसे ले यह इन वैल्यू को ले यह यह केवल ठीक ठाक होगा अब आपके पास अलग अलग स्पीशीज है इन्हें आप पेयरवाइज अरेंजमेंट कर सकते हैं इन्हें इस तरह से रखेंगे कि यह 4 पॉइंट कंडीशन को सेटिस्फाई करें आप यदि एक उदाहरण ले यदि हमारे पास चार स्पीशीज है और आपके पास अलग अलग वैल्यू है आपA B C D and AC BD ADBCऔर सबसे छोटे जोड़ खोलेंगे एक सबके पास क्लोज है कुछ यहां पर0 रखते हैं अब हम सभी पॉसिबल क्लोसेस्ट पेअर लेंगे एक बार हाईएस्ट स्कोर या ग्रुप पता चलने पर हम इन ग्रुप्स कोUPGMA विधि के द्वारा कैलकुलेट कर लेंगे यहां ट्री के निर्माण में विशेष स्थितियों को ध्यान में रखा जाता है दूसरी विधि नेबर जॉइनिंग विधि है इस विधि में हम अलग अलग ना जाकर स्टार के समान ट्रीका निर्माण करते हैं तो प्रत्येक स्पीशीज कनेक्टेड रहती है हम देखते हैं कि वह कितनी दूरी तक कनेक्टेड है यहां हम नंबर पर विशेष ध्यान नहीं देते दूसरी विधियों की तुलना पर हम यहां पर शाखाओं की लंबाई पर ध्यान देते हैं प्रत्येक को अलग से ध्यान दिया जाता है फिर देखा जाता है किन स्पीशीज में सबसे कम अंतर है इस पर आधारित इक्वेशन किया जाता हैयह कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन है इसके आधार पर दो पॉसिबल पेअर के बीच में दूरी देखी जाती है कौन से सबसे कम दूरी पर है देखा जाता है एक बार सबसे कम डिस्टेंस प्राप्त हो जाने पर इस स्टैंडर्ड मेथड को डिस्टेंस मैट्रिक्स और ट्रीनिर्माण के लिए उपयोग किया जाता है यहां पर इंफॉर्मेशन को अलग अलग स्पीशीज एक साथ लेकर प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है अब इसे एक के बाद एक करने पर एक और नई विधि का उपयोग होने लगा है यहां हम चाहें तोUPGMA विधि को ले या सभी न्यूक्लियोटाइड को यह सभी अमीनो एसिड को बराबर मात्रा में वेटेज दें अब हम देखें कि हम क्योंकि UPGMA विधि में वैल्यू और नंबर का उपयोग कर डिस्टेंस देखते हैं तो यहATA है यहांA का परिवर्तनT टी द्वारा और C याA का परिवर्तनG द्वारा हो जाता है हम यहां पर इनको ही लेंगे क्योंकि यह मिसमैच हैं तो तो और और अन्य सभी वीडियो में यह विधि सांख्यिकी या स्टैटिसटिकल आधार पर है किंतु वह यहां पर वेटेज देते हैं प्यूरीन को प्यूरीन की जगहऔर पीरिमिडीन को पीरिमिडीन की जगह यह ट्रांजिशन है और ट्रांस वर्जन है यदि इनको उल्टा रखा जाए जैसे प्यूरीन की जगह पैरिमिडीन या इसका उल्टा तो इस स्थिति में हम ज्यादा पेनल्टी देंगे अधिकतर उपयोग होने वाली विधि में ट्रांजीशन या ट्रांस वर्जन को ज्यादा वेटेज देते हैं इस तरह यदि हम अमीनो एसिड ले और ट्री का निर्माण करें यहां पर कुछ इंफॉर्मेशन उदाहरण के तौर पर PAM याBLOSUM मैट्रिक्स का उपयोग कर समानता देखी जाए इसका उपयोग फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टीज और मॉलिक्यूलर वेट के लिए भी किया जा सकता है तो यदि आपके पास मिस एलाइनमेंट हो यह एलाइन मेंट समान रेसिड्यूज यहां बिल्कुल अलग रेसिड्यूज हो सकते हैं इन्हें वेटेज देते हैं इसके द्वारा ट्रीका निर्माण भी किया जा सकता है इस स्थिति में यदि मल्टीपल सब्सीट्यूशन जैसे इंडिपेंडेंट या कुछ स्थितियों में डिपेंडेंट हो तो भी हम इसे कंसीडरेशन में रखेंगे किंतु इन सब को लेने पर हाई कंप्यूटेशनल पावर की आवश्यकता पड़ेगी आज की परिस्थितियों में यह आसानी से किया जा सकता है यही कारण है कि शुरुआत में आसान विधियां जैसेUPGMA का उपयोग किया गया था कंप्यूटेशनल पावर की उपलब्धि के साथ ही कांप्लेक्स विधि विकसित हुई जिनका परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा था और उनके द्वारा ज्यादा अच्छे रिजल्ट और एनालिसिस होता है तो क्या यह पॉसिबल है की इन सभी आस्पेक्ट्स को लेकर ट्री का निर्माण किया जा सके यदि आप लिटरेचर देखें तो बहुत सारी विधियां उपलब्ध है यहां हम प्रत्येक विधि के सेट दे रहे हैं तोPHYLIP सबसे पॉपुलर मेथड है आजकल ट्री निर्माण के लिए इसका सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है यह कैसे कार्य करता है देखते हैं यह प्रोग्राम है जिसके द्वारा फाइलोजेनेटिक ट्री किसी भी सीक्वेंस के द्वारा बनाया जा सकता है यदि आपके पास डीएनए सीक्वेंस है या अमीनो एसिड सीक्वेंसेस है तो आप इसे बना सकते हैं तो फाइलोंजेनेटिक ट्री बनाने से क्या इनपुट प्राप्त होगा छात्र मल्टीपल सीक्वेंस इस केस में मल्टीप्ल सीक्वेंस की एलाइनमेंट की आवश्यकता होगी हमें कम से कम तीन सीक्वेंसेस की जरूरत होगी हम सीक्वेंसेस लेकर एलाइनमेंट बनाएंगे और उसका उपयोग ट्री के निर्माण में करेंगे मल्टीप्ल सीक्वेंस एलाइनमेंट कैसे प्राप्त करेंगे कौन सी सामान्य विधियों का उपयोग इसके लिए किया जाता है ClustalW currently Clustal Omega right MAFFT PromolsMUSCLE और अन्य तो phylip ऑटोमेटिकली mafft से सारी इनफार्मेशन ले लेता है यदि आपMAFFT alignment दे तो यह आसानी से tree का निर्माण कर देता है तो इसका उपयोग Phylip फिलिप की इनपुट फाइल बनाने के लिए बहुतायत से उपयोग किया जाता है जब हमMAFFT यूज करते हैं तो यहां पर फिलिप फॉर्मेट में सेव करने का ऑप्शन होता है इसका उपयोग कर हम इनपुट को फिलिप पर रन कर सकते हैं तो यहMAFFT का होम पेज है यहां पर डाउनलोड और ऑनलाइन दोनों वर्जन उपलब्ध है आप वेबसाइट पर जाकर इसे एक्सेस कर सकते हैं यदि आप ऑनलाइन वर्जन का उपयोग करते हैं तो आप सीधे अपने सीक्वेंस दे सकते हैं यहां आपने अपने सीक्वेंस दिए तो या आपको मल्टीपल सीक्वेंस एलाइनमेंट बना कर दे देगा आप कौन से पैरामीटर लेना चाहते हैं आपके पास एलाइनमेंट हैं यहां पर आप क्लिक कर अमीनो एसिड सीक्वेंस चेक कर पाएंगे यदि आपके पास2200 से कम सीक्वेंस है तो आप इसे क्लिक करेंगे अपने सीक्वेंसेस के या डाटा के आधार पर आप अपनी सेटिंग देखेंगे यदि आप यह करते हैं तो आप अपने डेटा को यहां पर सबमिट कर सकते हैं और एलाइनमेंट तथा प्लॉट के लिए उपयोग कर सकते हैं यदि आप मैट्रिक के बारे में पूछेंगे तो आपको BLOSUM का उपयोग करना पड़ेगा तो आप यदि सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आप रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे यह मल्टीपल सीक्वेंस एलाइनमेंट होगा अब प्रश्न है कि क्या आप इसको रिफॉर्मेट कर सकते हैं उत्तर हां में है क्योंकि यह आवश्यक होता है यह किसके लिए होगा छात्रPhylip सही तो आपके पास रिफॉर्मेट ऑप्शन है इस तरह आप डिफरेंट फॉर्मेट का उपयोग कर सकते हैं तो यदि आप Phylip का उपयोग करते हैं तो MAFFT का भी उपयोग ट्री के निर्माण में होगा किंतु यदि आपPhylipकोPhylip format मैं उपयोग करते हैं तो हम यह करेंगे यहां पर फिलिप वर्जन के लिए पूछेंगे वर्जन के आधार पर आप अपनी फाइल को सबमिट और सेव करेंगे र यह फिलिप फॉर्मेट है यहांMAFFT फॉर्मेट से अलग है तो यह आपके सीक्वेंसेस है जो फिलिप के लिए एलाइन हुए हैं इन्हें आप सेव कर सकते हैं डाउनलोड कर फाइल को सेव कर सकते हैं इस तरह आपके पास इनपुट फाइल फिलिप के लिए आ जाएगी अगले स्टेप में Phylip रन कर treeकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं यहां आप इस प्रोग्राम को रन कर यह देखेंगे कि रिजल्ट सिग्निफिकेंट है या नहीं उदाहरण के तौर पर यदि आप10 सीक्वेंसेस देते हैं तो हम tree का निर्माण कर सकते हैं और यदि कोई परिवर्तन है तो उसे कैसे समझेंगे क्या यह प्रोग्राम इन सीक्वेंस पर आधारित है यह नए सीक्वेंस से अलग प्राप्त होगा क्या क्योंकि आप यहां 10सीक्वेंसेस से treeका निर्माण कर लेते हैं एक सिक्वेंस यदि कंपलीटली रेंडमाइज हो तो भी आपको tree प्राप्त होगा यह यूनिक होगा क्या आप कैसे infer करेंगे छात्र सिग्निफिकेंट आपको सिग्निफिकेंट की आवश्यकता होगी क्योंकि आप यूनिक tree का निर्माण कर रहे हैं यदि आपके पास tree हो और रेंडमाइज ट्री उसके समान ही हो तो आप क्या इन्फेर करेंगे छात्र नानसिग्निफिकेंट यह सिग्निफिकेंट नहीं होगा क्योंकि यह रेंडम के द्वारा ही पॉसिबल है और केवल एक या दो एक दूसरे के पास होंगे यदि आप कोई रेंडम सीक्वेंस तो एक या दो सीक्वेंस पास होंगे इस केस में आप बूटस्ट्रैपिंग विधि का उपयोग करेंगे जो कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा देता है चाहे आपका ट्री कॉन्फिडेंट हो या ना हो तो स्टैटिसटिक्स में कंप्यूटर बेस्ड मैथर्ड किसी भी एनालिसिस में एक्यूरेसी असेस करने में उपयोगी होती है तो क्या कर सकते हैं यह एस्टीमेटर की प्रॉपर्टी को एस्टीमेट करने के लिए उपयोग होने वाली विधि है क्योंकि यहां पर हम प्रॉपर एलाइनमेंट चाहते हैं जैसे उसके वेरिएंट्स और अन्य इंडिपेंडेंट डेटा की सैंपलिंग कर आप दूसरे अन्य डाटा के बारे में की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और यह देख सकते हैं कि आपका डाटा सिग्निफिकेंट है या नहीं इसे आप कैसे करेंगे यहां आप देखें की अलग अलग एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन उदाहरण के तौर पर रीसैंपल आप रीसैंपलिंग के बहुत सारे नंबर 100 1000 10000 तक ले सकते हैं आप डाटा का resample चलकर इसके द्वारा ट्री कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं आप तुलना कर सकते हैं उदाहरण के तौर पर यदि आपके पास10 सीक्वेंसेस है यदि आप इन्हें एलाइन करें तो आप 10 प्राप्त करेंगे इसे आप कई बार जैसे 100 1000 बार सैंपल कर सकते हैं अब इससे कोई 10 लेकर पुनः कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इसे1000 और 10000 बार कर यह देखेंगे कितने बार 2 एक से सीक्वेंस आते हैं और यहां कितनी बार एक साथ एलाइन करते हैं यदि यह पूरी तरह से रैंडम हो तो बहुत रेंडम डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है यदि कोई दो बहुत ज्यादा क्लोज रिलेटेड है तो यह हमेशा क्लोज होंगे तो इस केस में पहले हम बूटस्ट्रैपिंग करेंगे आप जब फिलिप डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करेंगे आपको यह सभी फाइल प्राप्त होंगी तो पहली यह बूटस्ट्रैपिंग विधि है यहां पर आपकी इनपुट फाइल है जिसे आपने पहले सेव किया था तो आपको बूटस्ट्रैपिंग मिल जाएगी यह आपसे इनपुट के बारे में पूछेगा आपको कितने रिप्लिकेट चाहिए आप10 सीक्वेंस देंगे प्रत्येक के लिए कितने रिप्लिकेट की जरूरत है 100 1000 या10000 आप इनमें से कुछ भी लिख सकते हैं इसके अलावा आपसे डिफरेंट ऑप्शंस भी पूछे जाएंगे आप यहां कोई भी वेट या कोई भी कैरेक्टर या कोई भी सीक्वेंसेस ले सकते हैं आपको जिस तरह की भी सेटिंग की जरूरत हो बूटस्ट्रैप या jackknife या अन्य कोई भी यहां हमने बूटस्ट्रैप लिया है अब कौन सी सैंपल प्रोसीजर होंगी यदि आप रेगुलर सेंपलिंग प्रोसीजर ले रहे हैं और यहां रिप्लिकेट कर रहे हैं यदि आपY एक्सेप्ट कर रहे हैंकिन्तु यदि आप परिवर्तन करना चाहते हैं तो आप कोई दूसरा लेटर ले सकते हैं यदि आपR रिप्लिकेट को चेंज करना चाहे तो आपR लिखेंगे और अब आपको रिप्लिकेटR प्राप्त हो जाएंगे आप जो भी चाहे उसका लेटर लिखकर आप प्राप्त कर सकते हैं तो यदि आप रिप्लिकेट बदलना चाहे तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा अब आपसे यह रैंडम के लिए पूछेगा यह प्रोग्रामिंग के लिए होगा यदि आप यहां10 रिप्लिकेट लेंगे तो यहां10 रिप्लिकेट दे देगा अब फाइल में आउटपुट लिख लेते हैं अब हम इसे खोल कर देखेंगे तो हमें 10 रिप्लिकेट प्राप्त होंगे तो यदि आप10 रिप्लिकेट देखें यहां10 डिफरेंट सेट होंगे या आपके सीक्वेंस के प्रत्येक सेट अब आप यहां बूटस्ट्रैप विधि का उपयोग करेंगे बूटस्ट्रैपिंग में आप सैंपलिंग करते हैं और आपके पास बहुत सारे रिप्लिकेट आ जाते हैं अबट्री प्राप्त करने के अलग अलग तरीके होंगे तो एक तरीका मैक्सिमम लाइक्लीहुड है इसमें सब्सीट्यूशन को लिया जाता है यह PROML है इस प्रोग्राम में आप मैक्सिमम लाइक्लीहुड विधि को रन करते हैं अब इसके साथ जाकर अंत में out file को बूटस्ट्रैपिंग के द्वारा प्राप्त किया जाता है यहPROMLके लिए इनपुट होता है इस तरह हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं होती तो इसे रन करते हैं इस फाइल के आउटपुट को हम यहां इनपुट करते हैं और फाइल का नाम डालकर सेव करते हैं इस तरह यहां परफाइल का नाम डालकर रखने पर वह आपसे पुनः पूछेंगे कि आपको कोई चेंज तो नहीं करना यदि आपको चेंज नहीं करना है तो आपY पर जाएंगे किंतु यदि करना हो तो सही लेटर डालेंगे और चेंज कर लेंगे आप यहां पर कितनी भी बार सीक्वेंस मिक्स कर सकते हैं और अंत मैं आप यह प्राप्त कर सकते हैं इसके द्वारा आपको ट्री प्राप्त हो जाएगा अब यदि आपके पास ट्री है तो आपTreeView प्रोग्राम पर जाकर देख सकते हैं यह आप विंडो सिस्टम में करते हैं तो यहां10 डिफरेंट केसेस देखते हैं यहां आप ट्री देख सकते हैं कौन से दो आपस में पास है तो आप देखेंगे कि यह दो आपस में पास है और यह तो आपस में पास है इस तरह अलग अलग सीक्वेंस में वंशावली देख सकते हैं अब प्रश्न है की आप कहां तक कॉंफिडेंट है कि यह दो सीक्वेंस मिल रहे हैं तो इसके लिए आप कोनसेन्स ट्री पर जाएंगे तो यहां वर्क 1 कंसेंसस पर जाते हैं यह आपकी फाइल है तो यदि आप यहां फाइल डाल रहे हैं तो आपको यह फाइल वर्क वन कोन्स मिल जाएगा अब यदि आपको TREE प्राप्त हो गया है तो आपके पास एक रैक्टेंगुलर क्लेडोग्राम का ऑप्शन है यदि आप यहां पर क्लिक करें तो ट्री के साथ नंबर भी प्राप्त हो जाते हैं डिफरेंट नंबर का क्या मतलब है इसका का क्या महत्व है यदि यह10 है और10 ऑप्शन है इनमें से दो अगर आईडेंटिकल है तो 200 के बीच में 50 पॉसिबिलिटी होगी और इन दोनों के बीच में हंड्रेड परसेंट पॉसिबिलिटी होगी तो यहां पर यह कॉन्फिडेंट है कि यह दो आपस में ज्यादा क्लोज है इसी तरह से यदि आपके पास नंबर है तो यहक्लोसेस्ट सीक्वेंसेस साथ ही कॉन्फिडेंट भी देखा जा सकता है तो इस क्लास में जो डिस्कस किया गया हैउसे दोहराते हैं छात्र फाइलो जेनेटिक रिलेशनशिप सही अलग अलग सीक्वेंसेस में संबंध तथा एक जीव से दूसरे जीव के उत्पन्न होने के बीच का समय ट्री निर्माण की अलग अलग विधियां है सबसे सामान्य विधि कौन सी है UPGMA method में इनपुट क्या होता है छात्रसीक्वेंसेस या डिस्टेंस पर आधारित होता है यहां मिस्मैचेस लेकर ट्री का निर्माण किया जाता है बहुत सारी विधियां tree निर्माण के लिए उपयोग की जा सकती है मैक्सिमम लाइक्लीहुड मेथड सबसे ज्यादा उपयोग होने वाली विधि है यहां पर न्यूक्लियोटाइड या अमीनो एसिड के कैरेक्टर स्टिक्स लिए जाते हैं कौन से प्रोग्राम के द्वारा treeकंस्ट्रक्ट की जा सकती है Student Phylip छात्रPhylip फिलिप के लिए कौन सा इनपुट लेते हैं छात्र मल्टीपल सीक्वेंस एलाइनमेंट इसके लिएMAFFTका इस्तेमाल किया जा सकता है मल्टीपल सीक्वेंस एलाइनमेंट मिल जाने पर आप tree कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं बूटस्ट्रैपिंग मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं हमने यहां पर कई सारे एग्जांपल सीक्वेंस एलाइनमेंट कंजर्वेशन और tree कंस्ट्रक्शन देखा अगले लेक्चर में हम अलग पैरामीटर या अलग प्रॉपर्टीज या अलग फीचर देखेंगे जिनका उपयोग कर अमीनो एसिड सीक्वेंस और इन केस फीचर या प्रॉपर्टी का उपयोग कर कैसे स्ट्रक्चर और फंक्शन को समझा जा सकता है समझेंगे Thank you very much थैंक यू वेरी मच